नमस्ते और उत्तर आधुनिक साहित्य की व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है अब विघटन के बारे में हमारी पिछली सदी चर्चाओं में हमने यह मान लिया था कि विमुद्रीकरण की खोज एक राष्ट्रीय राज्य में समाप्त होती है इसका तात्पर्य यह है कि विघटन में ना केवल एक राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण शामिल है बल्कि इसमें एक संप्रभु राजनीतिक इकाई यह एक राज्य का निर्माण भी शामिल है इसलिए आज के व्याख्यान में मैं तो व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहता हूं जो उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति से जुड़े होने के बावजूद राष्ट्र राज्य के विचार के कट्टर आलोचकों में से थे और हमें यहां यह याद रखना होगा कि बीसवीं सदी तक स्वतंत्रता के लक्ष्य के रूप में राष्ट्र राज्य के विचार को औपनिवेशिक दुनिया के माध्यम से लगभग सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था लेकिन जिन दोनों लोगों की आज में चर्चा करने जा रहा हूं ठीक हैं एक हैं रविंद्र नाथ टैगोर और दूसरे हैं फ्रांत्ज फैनोन उन्होंने इस आम सहमति के खिलाफ बात की जैसा कि मैंने आपको बताया था बीसवीं सदी तक लगभग सभी जगह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था और अब अब जबकि अधिकांश कॉलोनी या कॉलोनिया राष्ट्र राज्यों के रूप में उभरी हैं तो मुझे लगता है कि हमें उन सभी आलोचनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो उन दो बौद्धिक दिग्गजों ने राष्ट्र राज्यों के गठन के खिलाफ या वास्तव में राष्ट्रीय के विचार के लिए निर्देशित की है तो चलिए रविंद्र नाथ टैगोर से शुरुआत करते हैं टैगोर का जन्म कोलकाता में 1861 में एक बहुत बड़े बंगाली परिवार में हुआ था जो ना केवल अपने धर्म के लिए जाने जाते थे बल्कि ब्राह्मणवाद नामक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े होने के लिए भी जाने जाते थे सामाजिक सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के साथ टैगोर की स्वयं की भागीदारी भी उनके जीवन में काफी पहले शुरू हुई और 20 के दशक तक टैगोर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने वाले लेखकों में शामिल हो गए थे दरअसल बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में टैगोर स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता के रूप में उभरे स्वदेशी आंदोलन जैसा कि अधिकांशतः सभी को पता होगा भारत में पहले मध्यम वर्ग का नेतृत्व जन्म आधारित उपनिवेश विरोधी आंदोलन था और प्रारंभिक दिनों के दौरान टैगोर इसके सबसे बड़े नेताओं में से एक के रूप में उभरे आज निश्चित रूप से टैगोर को सबसे अधिक याद एक साहित्यिक व्यक्ति के रूप में किया जाता है और विशिष्ट रूप से दो राष्ट्र राज्यों के राष्ट्रीय गान के लेखक के रूप में याद किया जाता है जाहिर है एक भारत है और दूसरा बांग्लादेश और यह दोनों देश भारत और बांग्लादेश दुनिया के उपनिवेशित हिस्से से राष्ट्र राज्य के रूप में उभरे टैगोर और राष्ट राज्य के बारे में इस मजबूत संघ को देखते हुए यह आश्चर्यजनक रूप से हमारे मन में आ सकता है जैसा कि टैगोर ने घोषित किया और मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं "राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा खतरा है यह एक ऐसी विशेष बात है जो भारत की मुसीबतों में कई वर्षों से सबसे निचले पायदान पर है " यह उद्धरण उनके " भारत में राष्ट्रवाद" शीर्षक वाले निबंध में से है जिसमें " पश्चिम में राष्ट्रवाद" और " जापान में राष्ट्रवाद" नाम से एक त्रिफलक बनाते हैं जो एक प्रकार से तीन निबंधों की तरह है और एक साथ 1971 में एक किताब में छपे थे जिसका शीर्षक था राष्ट्रवाद प्रारंभ में इन तीनों ने बंधुओं को निबंधों को व्याख्यान के रूप में प्रेषित किया गया था हमारी आज की चर्चा में हम राष्ट्रवाद के निबंध पर ध्यान देंगे और टैगोर के कट्टरपंथी राष्ट्रदोही रुख की महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे अब यहां यह है याद रखना महत्वपूर्ण है कि गांधी के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के विचारों के विपरीत जिसे एक बार उन्होंने अपने 1909 के प्रकाशन हिंद स्वराज में बताया था जीवन भर उनके विचार पूर्ण रूप से परिवर्तित रहे जबकि टैगोर की राष्ट्रवाद की विचारधारा विभिन्न चरणों से होकर गुजरी 1905 और 1907 के बीच की अवधि को जल विभाजन के पल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इन वर्षों में टैगोर उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे इसलिए स्वदेशी आंदोलन की अगुवाई करने वाले वर्ष 1905 तक आने वाले वर्ष टैगोर की राष्ट्रवाद की अवधि के रूप में जाने जा सकते हैं लेकिन 1907 के बाद के वर्ष कहने का तात्पर्य है टैगोर की स्वदेशी आंदोलन से वापसी स्वदेशी आंदोलन 1907 के बाद भी जारी रहा लेकिन टैगोर 1907 के बाद से इस आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे और इस अवधि के बाद हम टैगोर के लेखन में एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचारों से पूरी तरह से मोहभंग हो गया था राष्ट्रवाद पर टैगोर के 1917 निबंधों को आमतौर पर सबसे अधिक विस्तृत टिप्पणियों के रूप में जाना जाता है जिसमें उन्होंने देश की अंतर्निहित समस्याओं पर अपने विचार दिए लेकिन इससे पहले कि हम इन समस्याओं का पता लगाने की कोशिश करें जो टैगोर द्वारा उल्लेखित हैं आइए उनके द्वारा राष्ट्र को सबसे पहले परिभाषित किए जाने पर ध्यान केंद्रित करें तो सवाल यह है कि टैगोर के अनुसार राष्ट्र क्या है "भारत में राष्ट्रवाद" निबंध में टैगोर द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उनका विरोध किसी एक राष्ट्र या दूसरे से नहीं है बल्कि उनका विरोध सभी राष्ट्रों के उन सामान्य विचारों से है जिसे वह इस तरह परिभाषित करते हैं मैं उनके शब्दों को उद्धृत करता हूं " सभी लोगों की एक संगठित शक्ति" इसका तात्पर्य यह है कि टैगोर का राष्ट्र से अभिप्राय केवल समुदाय की भावना या साथी की भावना को संदर्भित करना नहीं था लेकिन इसका अभिप्राय राज्य की संगठित शक्ति संरचना को संदर्भित करना था जिसे एक राष्ट्रीय समुदाय स्वयं के लिए अधिग्रहित करना चाहता है इसलिए जब कोई राष्ट्रीय समुदाय अपने लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करता है तो वह राष्ट्र और राज्य को एक साथ लाने का काम करता है जिसे हम राष्ट्र राज्य कहते हैं तो टैगोर के लिए राष्ट्र से तात्पर्य राष्ट्र राज्य से होता है इसलिए यदि आप टैगोर के निबंध पढ़ रहे हैं तो टैगोर राष्ट्र राज्य शब्द का उपयोग नहीं करते बल्कि राष्ट्र शब्द का उपयोग करते हैं लेकिन उनकी आलोचना को समझने से पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि टैगोर के लिए राष्ट्र हमेशा राष्ट्र राज्य होता है अब राष्ट्र राज्य के रूप में राष्ट्र की यह परिभाषा स्पष्ट हो जाती है यदि हम उनके निबंध " पश्चिम में राष्ट्रवाद" को देखते हैं जहां टैगोर कहते हैं और फिर मैं औरत करता हूं " एक राष्ट्र राजनीतिक और आर्थिक संघ के अर्थ में एक व्यक्ति का वह पहलू है जिसे यांत्रिक उद्देश्य के लिए संगठित होने पर पूरी आबादी मानती है " इसलिए टैगोर के अनुसार जैसा कि यह उद्धरण स्पष्ट करता है राष्ट्र केवल लोगों का संघ नहीं है बल्कि यह विशेष रुप से एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है दूसरे शब्दों में यह एक अवस्था है लेकिन यहां सवाल यह है कि टैगोर इसे संघ कहकर क्यों संदर्भित करते हैं जिसे हम आशुलिपि में राष्ट्र राज्य कह सकते हैं उन्होंने राष्ट्र राज्य का उल्लेख किसी यांत्रिक उद्देश्य के लिए आयोजित करने के लिए क्यों किया है अगर हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की टैगोर की आलोचना को समझना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टैगोर अक्सर मशीन को रूपक की तरह प्रयोग में लेते थे और अक्सर राष्ट्र के विचार पर हमला करने के लिए विशेषण का उपयोग करते तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं खैर सबसे पहले मशीन क्या है मशीन एक ऐसी चीज है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है इसलिए इसी आंतरिक प्रक्रिया में बाकी सब एक विशिष्ट उद्देश्य के अधीन है जिसके लिए मशीन को हमेशा सही अवस्था में रखा जाता है लेकिन टैगोर के लिए एक राष्ट्र राज्य उस मशीन की तरह काम करता है जिसे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ठीक किया गया है लेकिन यह विशिष्ट उद्देश्य क्या है खैर टैगोर के अनुसार अधिकतम आर्थिक लाभ बनाना मुख्य उद्देश्य है अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस परिभाषा के अनुसार राष्ट्र राज्य राजनीतिक इकाई को मूल रूप से अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी मोड और इसकी लाभकारी अनिवार्यता से जोड़ा जाता है यह बात समझाने में टैगोर पूर्णता गलत नहीं है क्योंकि आधुनिक पश्चिम में राष्ट्र राज्य का उदय पूंजीवाद के विकास के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है इसलिए टैगोर न केवल राष्ट्र राज्य को बल्कि पश्चिम के साथ राष्ट्र राज्य को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं और बदले में उनका तर्क है कि राष्ट्र राज्य का विचार पश्चिमी है तो यह एक पश्चिमी आयात है यह हमारी भारतीय परंपरा के साथ असंगत है अब टैगोर के अनुसार राष्ट्र राज्य का यह विदेशी विचार मानव समुदाय को भौतिक उत्पादन और लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित करके प्यार थाव्यक्तियों को ऐसे लोगों में बदल देता है जिन के अस्तित्व का एकमात्र कारण अधिशेष धन का सृजन माना जाता है टैगोर की शब्दों में मैं उद्धृत करता हूं " वाणिज्य और राजनीति की राष्ट्रीय मशीनरी मानवता की बड़े करीने से संकुचित कार्ड बनाती है जिसका बाजार मूल्य और उपयोग बहुत अधिक है " अब यह बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है सबसे पहले एक मशीन के रूप में राष्ट्र मानव के उन पहलुओं की अवहेलना करता है जो लाभ कमाने के विचार से बहुत अधिक भिन्न होते हैं इसलिए उदाहरण के लिए परोपकारिता या आत्म बलिदान के लिए मानव की प्राकृतिक प्रवृत्ति की अवहेलना की जाती है क्योंकि टैगोर के अनुसार आत्म बलिदान की प्रक्रिया में लाभ प्राप्ति का स्थान नहीं है बावजूद इसके कि परोपकारिता और आत्म बलिदान ही मनुष्य के उच्च स्वभाव का निर्माण करते हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया राष्ट्र की मशीन के रूप में पहली समस्या यह है कि वह मानव होने के अर्थ के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा करता है वास्तव में टैगोर के अनुसार यह पूर्ण रूप से मनुष्य की उच्च प्रकृति की अवहेलना करता है दूसरा राष्ट्रीय मशीनरी के भीतर मनुष्य की स्थिति मनुष्य और मशीन के लिए प्राकृतिक संबंध को पलट देती है और वास्तव में इसे बढ़ाने के बजाय उसकी स्वतंत्रता को कम करती है उदाहरण के लिए टैगोर इस बिंदु की व्याख्या ऑटोमोबाइल और आदमी के संदर्भ में करते हैं अब ऑटोमोबाइल मनुष्य को गतिशीलता की स्वतंत्रता दे सकता है क्योंकि आदमी से निर्देशित करने और इसके आंदोलन का मार्गदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन मशीन के रूप में ऑटोमोबाइल इस स्वतंत्रता को स्वचालित रूप से सुनिश्चित नहीं कर सकता उदाहरण के लिए यदि मान इसे निर्देशित कर रहा हो इसका मार्गदर्शन कर रहा हो तो यह इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करेगा अब राष्ट्र केवल अधिशेष मूल्य के निर्माता और उपभोक्ता के रूप में मनुष्य को उपयोगी और प्रासंगिक बना कर वास्तव में मनुष्य को स्वतंत्र नहीं बनाता है क्योंकि ऐसे परिदृश्य में यह राष्ट्रीय मशीनरी है जो मानव के अस्तित्व का मात्र मार्गदर्शन कर रही है और कुछ नहीं तो यह राष्ट्रीय मशीनरी है जो कि लाभ कमाने की दिशा में आयोजित की जाती है जिसे लाभ कमाने की दिशा में तैयार किया जाता है जो मानव स्वभाव को बदल देती है और दूसरे तरीके निर्धारित करने के बजाए मानव जीवन निर्धारित करती है तो यह आपकी गाड़ी द्वारा आपको निर्देशन देने के समान है ना कि आपके द्वारा गाड़ी चलाने जैसा जैसा कि मैंने कहा यह दूसरा बिंदु है आइए हम तीसरे बिंदु पर आते हैं तीसरा बिंदु यह है कि एक मशीन के रूप में राष्ट्र लाभ कमाने के लिए ठीक काम करता है लेकिन संतुलन की भावना को व्यथित कर देता है जो मानव अस्तित्व के मूल में होनी चाहिए और मैं यह बात समझाने के लिए टैगोर से उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि टैगोर ने यह बहुत खूबसूरती से समझाया है टैगोर यहां कहते हैं "हमारी सभी शारीरिक भूख में हम एक सीमा को पहचानते हैं लेकिन आर्थिक दुनिया में हमारी भूख में कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है लेकिन आपूर्ति और मांग के कारण जिसे कृत्रिम रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है भोग के लिए व्यक्तियों के अवसरों की रिकॉर्डिंग कर सकता है "हमारे सभी शारीरिक भूख में हम एक सीमा को पहचानते हैं लेकिन आर्थिक दुनिया में हमारे भूखों में कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है लेकिन आपूर्ति और मांग के कारण जो कृत्रिम रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है भोग के लिए व्यक्तियों के अवसरों की रिकॉर्डिंग कर सकता है स्थूलता के अंतहीन पर्व में जा सकता है " इसलिए राष्ट्रीय मशीनरी इस आर्थिक भूख को प्राथमिकता देकर नैतिक सीमाओं के सभी अर्थों को दूर ले जाती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति के उच्चतम स्तर को लुटती है और उसे एक अधूरा आदमी बना देती है अब इस यांत्रिक प्रकृति के अलावा टैगोर ने आक्रामक प्रतिस्पर्धा के मूल में अपनी आलोचना को भी निर्देशित किया जो राष्ट्र और राष्ट्र राज्यों के विचार को रेखांकित करती है और यह इस आलोचना का दूसरा प्रमुख बिंदु है पहला प्रमुख मुद्दा राष्ट्र का मशीन रूप था हमने उसकी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की टैगोर की आलोचना का दूसरा प्रमुख बिंदु यह है कि राष्ट्र में आक्रामक प्रतिस्पर्धा की भावना निहित है इसलिए टैगोर के अनुसार राष्ट्र राज्यों के रूपों में मानवता का संगठन जो अधिक से अधिक लाभ बनाने की सामग्री में सक्षम है मैं उसे उद्धृत करता हूं "भौतिक समृद्धि और फल स्वरुप आपसी ईर्ष्या और शक्तिशालीता मैं एक दूसरे के विकास का डर समृद्धि को शक्तिहीन बना देता है वह समय आ गया है जब यह रुक नहीं सकता क्योंकि प्रतियोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है संगठन तेजी से बढ़ रहे हैं और स्वार्थ को सर्वोच्च स्थान पर है " अब यदि आपको याद हो 1880 के दशक में यूरोपीय राष्ट्र राज्यों के बीच अफ्रीका के लिए संघर्ष पर हमारी चर्चा हुई थी तो आप देखेंगे कि यह उन देशों के बीच आक्रामक आर्थिक प्रतिस्पर्धा की भावना थी जो 19वीं और 20वीं सदी की कुरीतियों और उपनिवेशवाद के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी और टैगोर के अनुसार एक ऐसी दुनिया में जहां अधिक से अधिक भौगोलिक संयोजकता प्रतिदिन लोगों को निकट ला रही है यदि राष्ट्र राज्यों के लिए अपनी आक्रामक प्रतिस्पर्धा के साथ मानवता को संगठित करना ही प्राथमिक तरीका हो दुनिया केवल हथियारों की दौड़ में समाप्त हो सकती है टैगोर इसका वर्णन इस तरह करते हैं इसलिए पुनर्पूंजीकरण के लिए टैगोर की राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य की आलोचना के दो पहलू हैं उनका पहला तर्क यह है कि राष्ट्र राज्य यंत्रवत रूप से लोगों को लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित करके एक व्यक्ति की मानवीय गहराई को नष्ट कर देता है उसकी उच्च प्रकृति को नष्ट कर देता है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि परोपकारिता और समर्पण की भावना से कार्य करता है टैगोर का दूसरा तर्क यह है कि प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ की भावना जो राष्ट्रीय के विचार को दर्शाती है वास्तव में उसे आधुनिक दुनिया के लिए एक अनुपयुक्त मॉडल बनाती है जहां व्यक्तियों और समुदायों के बीच की दूरी कभी कम होती है और जहां मानवता के लिए एक साथ आना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है अब यदि हम राष्ट्रवाद पर टैगोर के निबंधों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी आलोचना के मूल में अर्थव्यवस्था की एक पूंजीवादी विद्या है क्योंकि लाभ कमाने की अवधारणा और आक्रामक प्रतिस्पर्धा की अवधारणा अंततः आर्थिक उत्पादन के उस तरीके से जुड़ी हुई है लेकिन समस्या यह है कि पूंजीवाद पर यह हमला कहा जाए तो टैगोर द्वारा स्पष्ट रूप से कभी नहीं किया गया यह सभी व्याप्त रहता है लेकिन फिर भी बहुत सूक्ष्म है फ्रांत्स फानोन के लेखन में हालांकि मध्यम वर्ग के नेतृत्व वाले राष्ट्रवाद की आर्थिक आलोचना अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है अब फैनॉन का जन्म मार्टीनिक के फ्रांसीसी उपनिवेश में हुआ था जो कैरेबियन में है लेकिन वह दूसरे विश्वयुद्ध में लड़ने के लिए 18 साल की उम्र में फ्रांस चले गए और युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने मनोरोग का अध्ययन किया और फिर बाद में अल्जीरिया में एक डॉक्टर के रूप में एक अस्पताल के मनोरोग वार्ड में शामिल हो गए और अल्जीरिया में फॉनन फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अल्जीरियाई उपनिवेशवादी आंदोलन के साथ शामिल हो गए हालांकि 1961 में 36 साल की छोटी उम्र में फॉनन का निधन हो गया लेकिन इस छोटे से जीवन काल में ही उन्होंने दो बहुत ही प्रभावशाली किताबें लिखी थी पहली है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जो कि इसका अंग्रेजी शीर्षक है और दूसरी का शीर्षक है द व्रीटेड ऑफ द अर्थ अंग्रेजी में यह दोनों ही ग्रंथ अब विहित हो गए हैं यहां तक की उत्तर औपनिवेशिक के अध्ययन के क्षेत्र में भी पैनल की हमारी आज की चर्चा में हम बाद की पुस्तक द व्रीटेड ऑफ द अर्थ पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसका पहली बार प्रकाशन 1961 में फ्रेंच में किया गया था और विशेष रूप से हम द पिटफॉल्स ऑफ नेशनल कॉन्शसनेस" शीर्षक वाले खंड को देखेंगे और हम इसकी आलोचना को राष्ट्रवाद के मध्यम वर्ग के संस्करण की भूमिका और इसके विघटन के संबंध से जोड़ कर देखेंगे अब इस अध्याय में फैनन का तर्क है कि यद्यपि मध्यवर्ग की राष्ट्रवादी नेता उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिस क्षण राष्ट्रीय स्वतंत्र हो जाता है वे एक क्रांतिकारी वर्ग के रूप में अपनी भूमिका निभाना बंद कर देते हैं अब जैसा कि मैंने पहले चर्चा की अफ्रीका की यूरोपीय उपनिवेशवाद की प्रक्रिया वहां होने वाली औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित हुई थी इसका तात्पर्य यह है कि अफ्रीकी उप निवेशकों को औपनिवेशिक मात्र देश में उद्योगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए कच्चे माल की खरीद के लिए मात्र जगह के रूप में इस्तेमाल किया गया था और इस योजना के तहत औपनिवेशिक परिधि जो कि अफ्रीका है लेकिन कोई भी औपनिवेशिक परिधि केवल अफ्रीका नहीं है भारत भी एक तरह की औपनिवेशिक परिधि है जिसने कच्चे माल की खरीद के लिए एक साइड के रूप में काम किया परिणाम स्वरूप वे महानगरों की तुलना में औद्योगिक रूप से पिछड़े औद्योगिक रूप से कमजोर बने रहे क्योंकि अर्थव्यवस्था की व्यवस्था इसी प्रकार की गई थी महानगर वह था जहां उद्योग केंद्र था और औपनिवेशिक परिधि अफ्रीका जैसे देशों में उदाहरण के लिए भारत में उन जगहों के रूप में काम काम किया जहां से कॉलोनाइजर कच्चा माल खरीदते और फिर तैयार माल को अंदर भेज देते इसलिए हम कच्चे माल की आपूर्ति करता भी थे और तैयार उत्पाद के लिए बाजार भी लेकिन औद्योगिक उत्पादन मात्र देश में होता था और इसलिए औपनिवेशिक काल में अफ्रीका और भारत जैसे देश औद्योगिक रूप से कमजोर रहे अब फैनोन कहते हैं कि आदर्श रूप से मध्यम वर्ग जो एक देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाता है उसे उस देश के उत्पादन के साधनों को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि महानगरों पर अपनी निर्भरता को समाप्त किया जा सके दूसरे शब्दों में कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और औद्योगिक उत्पादन के स्थल के रूप में इस संबंध को तोड़ने के लिए मात्र देश को औद्योगिक उत्पादन के स्थल के रूप में जगह दी गई लेकिन फैनन का तर्क है कि स्वतंत्रता के बाद मध्यम वर्ग द्वारा उत्पादन के साधनों में सुधार और देश के संसाधनों के समतावादी वितरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया गया मध्यवर्ग के बजाय यूरोपीय उपनिवेश वादियों से लड़ते हुए उन दिवंगत उपनिवेशवादियों के पदों पर कब्जा करने के लिए आते हैं और यहां हमें गांधी के हिंद स्वराज का स्मरण होता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो गांधी ने भी हिंद स्वराज में इसी तरह का तर्क दिया था जब वे कह रहे थे कि ठीक है यदि हम अंग्रेजों को भेज देते हैं तो हमारे पास किस तरह का शासन होगा और यदि उत्तर यह है कि अंग्रेजी शिक्षित मध्यमवर्ग जो उपनिवेश वादियों की तरह स्वयं भी शासन करते थे वह गांधी के अनुसार यहां औपनिवेशिक शासन की निरंतरता चलती रहेगी और यहां ब्रिटिश के बिना अंग्रेजी शासन होगा और फैनॉन यहां 1961 में इसी तरह का तर्क दे रहे थे अब जैसा कि मैंने कहा क्योंकि मध्यमवर्ग केवल दिवंगत उपनिवेश वादियों से सत्ता हासिल करता है आर्थिक शोषण के औपनिवेशिक मोड में सुधार नहीं करते हैं वे पहले से ही मौजूद आर्थिक शोषण के औपनिवेशिक तरीकों को समाप्त नहीं करते हैं वास्तव में क्योंकि मध्यमवर्ग नव स्वतंत्र देशों का औद्योगिकरण करने में विफल रहे इसलिए आजादी के बाद भी मातृ देशों के उद्योगों के लिए प्रमाणित कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना हुआ है इसलिए पैनल इस आर्थिक निर्भरता और औपनिवेशिक परिधि के महानगर द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी उपनिवेशवाद के एक नए रूप में शोषण का वर्णन करता है जिसे उसने नव उपनिवेशवाद कहां अब महानगर और परिधि के बीच इस आर्थिक संबंध में नव स्वतंत्र देश का मध्यमवर्ग केवल मध्यस्थों के रूप में या बिचौलिए के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से आर्थिक शोषण का जरिया बनाया जाता है और बदले में जिसे लूट का हिस्सा प्राप्त होता है इसलिए आर्थिक शोषण का संबंध जो मात्र देश और औपनिवेशिक परिधि के बीच उपनिवेशवाद के दौरान अस्तित्व में था फैनन के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भी परिस्थिति ज्यादा नहीं बदली है बावजूद एकमात्र परिवर्तन के कि मध्यम वर्ग जिसने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया अब एक मध्यस्थ की स्थिति या बिचौलिए की स्तिथि की तरह व्याप्त है जो इस शोषण को व्यवस्थित करता है और उससे लाभ प्राप्त करता है इस प्रकार हालांकि राष्ट्रवाद के नाम पर भारत और अफ्रीका जैसे स्थानों में औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष का आयोजन और नेतृत्व किया जाता है लेकिन आर्थिक रूप से क्रांति के माध्यम से जनता को ऊपर उठा कर वास्तव में एक राष्ट्रीय समुदाय बनाने की कोशिश उत्पादन और संसाधनों के एक समतावादी वितरण के माध्यम से बहुत कम दिखाई देती है फैनोन का यह भी तर्क है कि मध्यमवर्ग कि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय समुदाय बनाने की विफलता वास्तव में राष्ट्रवादी प्रवचन के पतन और विकृति की ओर ले जाती है जो जल्दी ही नस्लवादी रूढ़िवाद का पर्याय बन जाता है जिसका उपयोग एक अफ्रीकी समुदाय को स्वयं से अलग करने और एक अन्य अफ्रीकी समुदाय पर वर्चस्व कायम करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग एक अफ्रीकी जनजाति द्वारा स्वयं को अलग करने और दूसरी अफ्रीकी जनजाति पर अपने वर्चस्व का दावा करने के लिए किया जाता है इस प्रकार अफ्रीकी एकता को बांधने वाला जिसने अपने देश विरोधी संघर्ष जीता जल्दी ही गायब हो जाता है और पूरी तरह से खंडित परिदृश्य को रास्ता देता है जो शायद औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गया है लेकिन जो अभी भी औपनिवेशिक शोषण को फल बना हुआ है इसलिए जबकि टैगोर 1917 में तर्क देते हैं कि राष्ट्र को सामाजिक राजनीतिक संगठन का प्रारूप नहीं होना चाहिए जिसे हमें तब अपनाना चाहिए जब हम औपचारिक रूप से उपनिवेशवाद से दूर रहते हैं 1961 में फैनोन ने लिखा है कि मध्यम वर्ग के नेतृत्व में राष्ट्र पूर्व कॉलोनियों का एक अविश्वसनीय मॉडल है इस प्रकार स्पष्ट रूप से दुनिया के एक बार के उपनिवेशित हिस्सों में राष्ट्र राज्यों के मौजूदा प्रसार के बावजूद एक नई तरीके से उत्तर उपनिवेशवाद मानव समुदाय की समस्याओं के माध्यम से सोचने की एक वास्तविक गुंजाइश है हमारे अगले व्याख्यान में हम होमी भाभा के लेखन को देखेंगे यह देखने के लिए की किस प्रकार यह उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकार हमें राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे विश्व व्यवस्था को फिर से समझने में मदद करता है धन्यवाद